इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है हम अब इस पाठ्यक्रम के सप्ताह 6 में हैं अब तक हमने जिन सभी सर्किटों पर विचार किया था वे मूल रूप से पासिव सर्किट थे तो पासिव सर्किट वे हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं या सर्किट जहां आउटपुट पावर या बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि पासिव सर्किट वे हैं जिन्हें बाहरी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है उनके संचालन के लिए जो भी बिजली की आवश्यकता होती है वह इनपुट से ही आती है इसलिए उन्हें अपने ऑपरेशन के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं है फिर एक्टिव सर्किट वे होते हैं जो उनके संचालन के लिए अलग से एक बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है यह एक डीसी बायस सर्किट हो सकता है या इसे सीधे बिजली की आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है अब इन एक्टीव सर्किट के कुछ सामान्य उदाहरण एम्पलीफायर मिक्सर और विभिन्न अन्य एक्टीव सर्किट हैं जिनका उपयोग किया जाता है इसलिए जब हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के लिए एक्टिव सर्किट पर विचार कर रहे होते हैं तो अक्सर इम्पीडेंस मैचिंग की समस्या होती है यानी हम एक डिवाइस बनाते हैं लेकिन रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए इसका ठीक से इनपुट और आउटपुट से मिलान करना पड़ता है हम यह कैसे करते हैं इसलिए इस मॉड्यूल में हम इस बारे में अध्ययन करेंगे कि इन इमपेडेंस माचिंग नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन किया गया है आप सोच रहे होंगे कि इमपेडेंस माचिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इमपेडेंस माचिंग एक एक्टीव सर्किट के माध्यम से कितनी पावर प्रवाहित होगी इसका मुख्य निर्धारणकर्ता है यह सच है कि बायसिंग उदाहरण के लिए डिवाइस के भीतर अन्य पेचीदगियां हैं और कैसे एक्टीव डिवाइस को एक सर्किट के भीतर कार्य करना चाहिए लेकिन अधिकांश सर्किट उदाहरण के लिए यदि आप माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के लिए एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो यह एक सरल एनपीएन या आपका पीएमओएस या एनएमओएस प्रकार सर्किट हो सकता है और एक बार सर्किट टोपोलॉजी तय हो जाने के बाद जिसे डिज़ाइन किया जाना बाकी है वह सर्किट में इनपुट और आउटपुट लोड है तो आइए हम इस इनपुट और आउटपुट माचिंग सर्किट के डिजाइन को एक्टिव उपकरणों के लिए कैसे करें विशेष रूप से 2 पोर्ट एम्पलीफायरों पर विचार करें तो आइए पहले विचार करें हमने पहले के व्याख्यानों में अपने स्मिथ चार्ट का अध्ययन कर लिया है बस इसे एक बार फिर से देखने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के स्मिथ चार्ट हैं एक है जेड स्मिथ चार्ट फिर एक वाई स्मिथ चार्ट है और फिर जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें वह मिलता है जिसे जेडवाई स्मिथ चार्ट कहा जाता है अब मान लें कि हमारे पास एक लोड जुड़ा हुआ है तो आइए हम एक सरल लोड Z पर विचार करें और कहें कि यह नॉर्मलआईजड इमपेडेंस है इसलिए यह छोटा Z इसके बराबर है और हम अब सीरिज़ में एक इंडक्टर को इस तरह से जोड़ते हैं तो यह एक इंडक्टर है जिसकी नॉर्मलआईजड इमपेडेंस zl है तो जब हम इस zl को कनेक्ट करते हैं तो इनपुट इमपेडेंस कैसे बदलती है यह बिंदु यहाँ 05 J10 द्वारा दिए गए हमारे इमपीडेंस Z का प्रतिनिधित्व करता है और हमने इस इमपीडेंस के साथ सीरिज़ में एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है जैसा कि दिखाया गया है अब हम याद करते हैं कि जब हम सीरिज़ में एक इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो हम स्मिथ चार्ट पर एक क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ेंगे यदि हम सीरिज़ में कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं तो भी हम एक क्लॉकवाइज़ दिशा में आगे बढ़ेंगे Z स्मिथ चार्ट के नीचे की ओर जबकि एक इंडक्टिव zl के लिए हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे अब देखें कि दूसरे मामले पर विचार करें मान लें कि हमारे पास एक ही लोड Z है लेकिन अब इंडक्टर के बजाय हमारे पास सीरिज़ में कैपेसिटेंस है फिर क्या होता है मान लीजिए कि यह लोड zc है हम देखते हैं कि यह प्रारंभिक Z है जो हमारे पास था पिछली स्लाइड की तरह लेकिन फिर सीरिज़ में एक कैपेसिटेंस को जोड़ने पर ऐसा होता है कि यह Z यात्रा करता है और एक नया मूल्य Zin बन जाता है जिससे हम Z से Zin जाते हैं एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल के साथ और नीचे की दिशा में है इसलिए जब हमारे पास सीरिज़ में एक इंडक्टर होता है तो हम एक क्लॉकवाइज दिशा में ऊपर की ओर बढ़ते हैं और जब हमारे पास सीरिज़ में कैपेसिटेंस होता है तो हम एंटीक्लॉकवाइज़ में नीचे की ओर बढ़ते हैं नीचे की ओर आइए अब हम उस मामले पर विचार करते हैं जब हमारे पास लोड के साथ शंट में एक इंडक्टर होता है यदि हमारे पास शंट में एक इंडक्टर है तो मान लीजिए कि हमारे पास फिर से 05 j05 के बराबर एक लोड Y है और शंट में एक इंडक्टर कनेक्ट करते हैं फिर क्या होता है मॉनिटर पर अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँ अब यह ZY स्मिथ चार्ट है लाल रेखा Z स्मिथ चार्ट से संबंधित है और हरे रंग की लाइनें Y स्मिथ चार्ट से संबंधित हैं और मैंने पहले उल्लेख किया था कि ZY स्मिथ चार्ट में यदि आप Z स्मिथ चार्ट के संबंध में एक विशेष इमपेडेंस प्लॉट करते हैं तो यह Y स्मिथ चार्ट के संबंध में भी स्थिति सही होगी यहां हमारे पास यह इंपेडेंस या एडमिटेंस Y है और शंट में इंडक्टर को जोड़ने पर इस बिंदु का स्थान जो कि इस बिंदु YN तक पहुंचने तक कांस्टेंट कंडक्टेंस सर्कल के साथ चलता है और अंत में हम उस मामले पर विचार करें जब हमारे पास लोड के साथ शंट में एक कैपेसिटर है तो मान लीजिए कि हमारा Y 05 J10 के बराबर है और यह YC है जो YN होगा और हम देखते हैं कि शंट में एक कपैसिटेंस को जोड़ने पर Y को कांस्टेंट कंडक्टेंस सर्कल के साथ एंटीक्लोकवाइज दिशा में तब तक ले जाता है जब तक कि वह बिंदु YN तक नहीं पहुंच जाता इसलिए अनिवार्य रूप से जो मैं आपको समझना चाहता हूं वह यह है कि जब हमारे पास कैपेसिटिव लोड होता है चाहे शंट में या सीरिज़ में हमेशा आगे बढ़ें और जब हमारे पास इनडंक्टर होता है इंडक्टिव लोड चाहे शंट में हो या सीरिज़ में हमेशा ऊपर की ओर जाएगा तो इसलिए हम स्मिथ चार्ट के साथ आगे बढ़ते हैं अब जब एम्पलीफायरों के लिए मैचिंग नेटवर्क डिजाइन करने की बात आती है तो मान लें कि हमारा एम्पलीफायर इस तरह है इसमें एक ट्रांजिस्टर है इसके अंदर कुछ ट्रांजिस्टर है अब आपके जनरेटर में कुछ इनपुट इमपेडेंस RS होंगे और कुछ लोड RL होगा यहां ट्रांजिस्टर को इनपुट के साथ साथ आउटपुट पर ठीक से मिलान करने की आवश्यकता है अब इनपुट पर इसलिए हमें जनरेटर और ट्रांजिस्टर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए कुछ प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होती है और इसी तरह ट्रांजिस्टर के आउटपुट पर भी हमें एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है जो लोड और ट्रांजिस्टर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा अब यह नेटवर्क जो ट्रांजिस्टर और लोड के बीच है आउटपुट मैचिंग नेटवर्क कहलाता है और यह नेटवर्क जो जनरेटर और ट्रांजिस्टर के बीच होता है उसे इनपुट मैचिंग नेटवर्क कहा जाता है अब कहते हैं कि हमारे इनपुट और आउटपुट मैचिंग नेटवर्क को ठीक से डिज़ाइन किया जाना है ताकि जो आउटपुट इम्पैडेंस हमें यहां दिखाई दे रहा है वह इस जनरेटर सोर्स इनपुट में बदल जाए इसी प्रकार यहाँ भी मेरे आउटपुट मैचिंग नेटवर्क को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना है ताकि मेरे ट्रांजिस्टर के आउटपुट में जो भी इम्पैडेंस मौजूद है वह यह है कि ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पैडेंस लोड इम्पैडेंस में बदल जाए अब हम कैसे करते हैं अब जिस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं उसे समझने के लिए आइए हम फिर से एक उदाहरण देखें इसलिए हमने पहले ही देखा था कि जब हमारे पास सीरिज़ या शंट में एक इनडंक्टर होता है तो हम अपने इम्पैडेंस या एडमिटेंस को शिफ्ट कर सकते हैं और उन्हें ZY स्मिथ चार्ट में ऊपर की ओर शिफ्ट किया जाएगा जब हमारे पास सीरिज़ या शंट में कैपेसिटर होगा इम्पीडेंस या एडमिटेंस ZY स्मिथ चार्ट में नीचे की ओर शिफ्ट किया गया इसलिए आइए हम विचार करें कि हमारे पास एक इम्पीडेंस है यहाँ सभी इम्पीडेंस और एडमिट्स हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं वे नॉर्मलआईजड इम्पीडेंस और एडमिटेंस हैं मान लें कि हमारे पास एक इमपेडेंस Z है जो मुझे दिया गया है मुझे इसे ठीक से लिखने दें और हम यह महसूस करना चाहते हैं कि हमारे बीच कुछ नेटवर्क हैं ताकि हम अंततः इस नेटवर्क के इनपुट पर 50 ओम इमपेडेंस का एहसास कर सकें अब ऐसा करने के लिए आइए अपने स्मिथ चार्ट पर विचार करें हमारा Z 05 के बराबर है J1 0 इस ZY स्मिथ चार्ट पर यहां कहीं है यह निश्चित रूप से खुला है यह छोटा है यह एक ZY स्मिथ चार्ट है इसलिए यहां से हमें इसे केंद्र में लाना होगा क्योंकि यह Z के समान 1 के बराबर बिंदु है यह एक नॉर्मलआईजड इम्पीडेंस है और नॉर्मलआईजड इम्पीडेंस हमारी कैरेक्टरिस्टिक इमपेडेंस से संबंधित है इस स्थिति में मान लें कि हमारा Z0 50 ओम के बराबर है तो यह बिंदु 1 या 50 ओम बिंदु के बराबर Z के अनुरूप होगा तो अब हम देखते हैं कि यह वह जगह है जहां से हम शुरू कर रहे थे यह Z के बराबर है 05 J10 और फिर अगर हम एक इनडंक्टर को सीरिज़ में जोड़ते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह ऊपर की ओर बढ़ेगा क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा ZY स्मिथ चार्ट इंडक्टिव है और निचला भाग कैपेसिटिव है हम एक कंसिस्टेंट रीसिस्टेंस सर्कल के साथ ऊपर की ओर बढ़ेंगे जब तक हम इस बिंदु तक नहीं पहुंचते Zin इस बिंदु पर इनपुट इमपेडेंस Zin या Yin है यदि हम वाई स्मिथ चार्ट पर विचार करते हैं ZY स्मिथ चार्ट और उसके बाद एक बार जब हम यहाँ से इस बिंदु पर जाते हैं तो हमें इस बिंदु पर वापस आना होगा इसलिए वापस आने के लिए हमें एक बार फिर से क्लोकवाइज दिशा में जाने की जरूरत है लेकिन फिर हमें नीचे की ओर जाने की जरूरत है ऐसा करने के लिए जैसा कि हमने पहले सीखा है नीचे की ओर जाने के लिए हम एक शंट कैपेसिटेंस का उपयोग कर सकते हैं फिर यह शंट कैपेसिटेंस इस कांस्टेंट कंडक्टेंस सर्कल के साथ नीचे की ओर बढ़ेगा अब हमें कितना इंडक्टटेंस चाहिए ताकि हम यहां से यहां तक जाएं और कौन सा कांस्टेंट कंडक्टेंस सर्कल हम चुनेंगे हम उस कांस्टेंट कंडक्टेंस सर्कल को चुनेंगे जो Y के वास्तविक भाग पर प्रतिक्रिया करता है G 1 सर्कल के बराबर है तो हम सीरिज़ में उस इंडक्टटेंस को इतना जोड़ते हैं कि यह Z ऊपर तक चला जाता है जब तक कि G के किनारे 1 के बराबर है हरे रंग का चक्र है कंडक्टेंस एक है और फिर हम शंट में एक और कैपेसिटेंस को जोड़ते हैं ताकि हम मूल प्रवाह तक एक कांस्टेंट कंडक्टेंस सर्कल के साथ जाएं इसलिए शंट में कितना कैपेसिटेंस जुड़ा होना चाहिए हमें उस कैपेसिटेंस को कनेक्ट करना चाहिए जिससे लोकोस इस बिंदु Zin से मूल हो जाएगा अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस रास्ते तक खुद को सीमित क्यों रखें दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं और बिल्कुल भी इस स्लाइड में हमने देखा कि हम इस तरह से जा रहे हैं और फिर इस तरह मूल में आ रहे हैं इस स्लाइड में हम एक और रास्ता दिखाएंगे हम पहले वाले हैं जो पिछले मामले की तरह एक कांस्टेंट रीसिस्टेंस सर्कल के साथ जा रहे हैं लेकिन फिर इस बिंदु पर 1 सर्कल के बराबर G को छूने के बजाय यहां हम इस बिंदु पर स्पर्श करते हैं और यहां से हम देखते हैं कि हम भी कर सकते हैं हमारे पास इस कांस्टेंट कंडक्टेंस सर्कल के साथ एक रास्ता है जहां G 1 से मूल के बराबर है इसलिए इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने के लिए हम एक सीरीज़ इंडक्टटेंस को कनेक्ट करते हैं जैसा कि हमने पहले किया था लेकिन फिर Zin से इस बिंदु पर 50 ओम बिंदु तक जाने के लिए हमें एक कांस्टेंट के साथ जाना होगा G एक सर्कल के बराबर लेकिन फिर ऊपर की तरफ ऊपर की ओर का मतलब है कि हमें शंट में एक इनडंक्टर को कनेक्ट करना है और यही हमने किया है अब एक और उदाहरण देखते हैं हमारे पास एक लोड है 05 J1 0 जैसा कि दिखाया गया है और फिर से हमें इस इंपेडेंस या एडमिटेंस को मूल से मिलाना है इसलिए यह मूल सेट है यह हमारा स्मिथ चार्ट है यह वह जगह है जहाँ से हम शुरू करते हैं और यह हमारी मंजिल है इसलिए पहली बार हम एक कांस्टेंट रीसिस्टेंस सर्कल के साथ यात्रा करते हैं और यह बिंदु मूल से ऊपर की ओर है इसलिए हमें नीचे की ओर जाना होगा तो पहले हम जो करेंगे वह एक कांस्टेंट रीसिस्टेंस सर्कल के साथ नीचे की ओर जाएगा और फिर इस बिंदु पर G बराबर 1 सर्कल को स्पर्श करें एक बार जब हम इस बिंदु पर G बराबर 1 सर्कल को छूते हैं तो हम ध्यान दें कि यदि G 1 सर्कल के बराबर हैं तो हम मूल तक पहुंच सकते हैं इसलिए अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें सीरिज़ में एक कैपेसिटेंस कनेक्ट करना है और फिर एक बार हम एक कांस्टेंट कंडक्टेंस सर्कल के साथ नीचे की ओर जा रहे हैं हमें फिर से एक कैपेसिटेंस कनेक्ट करना होगा लेकिन शंट में तो यह इस तरह दिखाया गया है अब इन कपैसिटेंस की वैल्यू के साथ आसानी से इस कांस्टेंट रिएक्टेंस और कांस्टेंट सुस्सेप्टेंस रेखा से गणना की जा सकती है उदाहरण के लिए कैपेसिटेंस वैल्यू यहाँ है कि हम 1 के कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल से शुरू करते हैं और 05 के कॉन्सटेंट रिएक्टेंस सर्कल तक पहुँचते हैं और इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू दोनों के बीच का अंतर होगा इसलिए सीरिज़ इमपेडेंस को लागू करने के लिए इस सीरीज़ के लिए हमें 05 ओम की YC की आवश्यकता है और फिर हम यहां 1 सुस्सेप्टेंस से 05 तक जाते हैं तो यहाँ फिर से हम 1 YC सुस्सेप्टेंस से 0 सुस्सेप्टेंस तक जाते हैं इसलिए हमें शंट में होने के लिए लगभग 1 ओम के कैपेसिटेंस की सुस्सेप्टेंस की आवश्यकता होती है अब समाधान प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता है उदाहरण के लिए यदि हमारे पास लोड है जब हम एक माचिंग नेटवर्क को इस तरह से कनेक्ट करना चाहेंगे जो कि सीरीज़ में एक इनडक्टर है और उसके बाद शंट में एक इनडक्टर है तो क्या वह लोड इस रीजन में है जो इस शेडिंग मार्क में दिखाया गया है तब हम देखते हैं कि माचिंग नेटवर्क पर इस लोड की कोई वैल्यू नहीं प्राप्त की जा सकती है क्योंकि देखें अगर हम कनेक्ट करते हैं अगर हमारे पास सीरीज़ में एक इनडक्टर है तो इसका मतलब है कि हमें पहले एक कॉन्सटेंट रिएक्टेंस सर्कल के साथ चलना होगा और फिर हमें कांस्टेंट कंडक्टेंस सर्कल के माध्यम से नीचे आना होगा जो संभव नहीं है इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह का मैचिंग नेटवर्क है जहां हम पहले कैपेसिटर और इनडक्टर सीरीज़ में रखते हैं और उसके बाद शंट में करते हैं और यह भी संभव नहीं है अगर इस शेडिंग रीजन में हमारा लोड कहीं भी हो मैचिंग नेटवर्क को लागू करने के विभिन्न तरीके हैं और हम एक मैचिंग नेटवर्क को लागू करने के लिए आवश्यक तत्वों के सही मूल्यों को जानने के लिए स्मिथ चार्ट का उपयोग कर सकते हैं जो कि ZY स्मिथ चार्ट है अब बेशक सभी नेटवर्क जो हमने अब तक दिखाए हैं वे लंपड एलिमेंटस नेटवर्क पर आधारित हैं तो हम एक प्रकार के लंपड एलिमेंटस से माइक्रोस्ट्रिप या डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंटस पर कैसे जाते हैं जो हमें माइक्रोवेव डोमेन में होने पर उपयोग करने होते है तो आइए हम इस उदाहरण को देखें एक समस्या है कि हमने अब तक जिन सभी इनडक्टर्स और कैपेसिटर पर चर्चा की है हमने उन्हें आइडियल माना है यदि हमारे पास सीरिज़ में एक आइडियल इनडक्टर है तो हम देखते हैं कि हम जेड स्मिथ चार्ट के साथ क्लॉकवाइज़ दिशा में जा सकते हैं और अगर हमारे पास शंट में एक आइडियल C है तो हम वाई स्मिथ चार्ट में क्लोकवाइज़ दिशा में भी जा सकते हैं लेकिन वास्तविक एलिमेंटस के मामले में ऐसा होता है कि अक्सर बहुत अधिक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बजाय हम अंत में इस तरह की प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं Z0 1VpC Vp LC Creff अब माइक्रोस्ट्रिप मैचिंग नेटवर्क एक ट्रांसमिशन लाइन का एक उदाहरण है जहां Z0 और BP को इस तरह दिया जाता है इन मैचिंग नेटवर्क को लागू करने के लिए अक्सर माइक्रोस्ट्रिप्स का उपयोग किया जाता है तो आइए देखें कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन का उपयोग करके मैचिंग कैसे किया जाए क्योंकि माइक्रोस्ट्रिप्स हम जिस रूप में चर्चा कर चुके हैं वह ट्रांसमिशन लाइनों को साकार करने का एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है वास्तव में यह फैब्रिकेट और समझने में भी सरल है क्योंकि उनका सीधा संबंध है उदाहरण के लिए लंबी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन में लंबी लंबाई में बदल जाती है फिर एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस माइक्रोस्ट्रिप लाइन की चौड़ाई के वजन से संबंधित है यानी अगर यह चौड़ा है तो इसकी कम कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है अगर यह पतली है तो इसकी अधिक कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है Zin Z0ZL j Z0 tan lZ0 ZL tan l Z0ZL j Z0 lZ0 ZL l for l 6or l 12 ZLjZ0l ZL jL for Z03 ZL Where LZ0Ivp using vp अब अगर हम एक बार फिर से मॉनिटर पर स्लाइड्स पर वापस जाते हैं तो एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन को लागू करने का एक सामान्य तरीका होगा या यदि हम छोटी लंबाई की एक हाई इंपेडेंस लाइन का चयन करते हैं तो यह एक इंडक्टर के रूप में कार्य कर सकता है इस समीकरण से शुरू करे तो इलेक्ट्रिकल लंबाई बीटा L पाई 6 से कम है फिर हम दिखा सकते हैं कि Zin इस मूल्य के बराबर होगा तो यह इंपेडेंस को प्राप्त करने का एक तरीका है जिस पर हमने कुछ मिनट पहले चर्चा की है Yin Y0YL j Y0 tan lY0 YL tan l Y0YL j Y0 lY0 YL l for l 6or l 12 YLjY0l YL jC for Y03 YL Where CY0Ivp using vp या यदि हम लोअर इंपेडेंस लाइन का उपयोग करते हैं अर्थात वह जिसकी Z0 की वैल्यू कम है तो वे यह भी दिखा सकते हैं कि यह कैपेसिटेंस के रूप में कार्य करेगा क्योंकि बीटा L की वैल्यू कम है यानि जब बीटा L Yin के लिए पाई6 से कम है हम इसे इस मूल्य तक कम कर देते हैं जो एक कैपेसिटेंस का लोड के साथ शंट में होने जैसा है तो यह पूरी लाइन हमारी एक्विवैलेन्ट हो जाती है और यह इस बात का एक डायग्राम है कि कैसे माइक्रोस्ट्रिप सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं अब इस मॉड्यूल में जिस पर हमने चर्चा की थी कि हम एक माइक्रोस्ट्रिप का उपयोग कैसे कर सकते हैं एक लंपड L और लंपड C को महसूस करने के लिए जिस पर हमने चर्चा की थी कि हमने देखा कि एक इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को साकार करने के लिए आवश्यक है और हमने यह भी कहा कि हाई इंपेडेंस लाइन की कम लंबाई एक इंडक्टर का कार्य कर सकते हैं या लौ इंपेडेंस लाइन की एक छोटी लंबाई कपैसिटर के रूप में कार्य कर सकती है और इसे कैपेसिटेंस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फिर यह सब नहीं है अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैसे पूरी तरह से ट्रांसमिशन लाइन के परिप्रेक्ष्य से माइक्रोस्ट्रिप लाइनों की छोटी लंबाई के साथ L और C को बदली करने के बजाय क्या हम एक सामान्य यानी एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन का उपयोग कर सकते हैं उसी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के इनपुट के रूप में जोकि इंपेडेंस के लिए आवश्यक है जैसा कि इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस मैचिंग के लिए आवश्यक है लेकिन यह लंबाई है इसकी लंबाई भिन्न होने से हम उसी इंपेडेंस मैचिंग को प्राप्त कर सकते हैं